अब हम समझ गए है कि ऑप एम्प के पास वर्चुअल शॉर्ट प्रॉपर्टी होने के लिए ऑप एम्प को नेगेटिव फीडबैक में होना चाहिए यहां तक कि रियल ऑप एम्प्स में जब ऑप एम्प का गेन सीमित होता है तो यह केवल तभी होता है जब आपके पास नेगेटिव फीडबैक हो इसके इनपुट के बीच का डिफरेंस वोल्टेज एक छोटे से मूल्य में परिवर्तित हो जाता है आइडियल ऑप एम्प्स में यह शून्य में परिवर्तित हो जाता है किसी भी मामले में चाहे आपके पास सीमित गेन हो या अनंत गेन हो यदि ऑप एम्प पॉजिटिव फीडबैक में है तो डिफरेंस वोल्टेज अनंत हो जाता है एक बहुत ही आसान एल्गोरिथम है जिसका उपयोग आप यह जांचने के लिए कर सकते है कि क्या ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक में है या यदि आप वर्चुअल शॉर्ट अवधारणा के आधार पर कुछ सर्किट के साथ आते है तो ऑप एम्प इनपुट को कोई साइन दिए बिना आप ऐसा कर सकते है लेकिन उसके बाद पता लगाएं कि नेगेटिव फीडबैक में ऑप एम्प के लिए कौन से साइन होने चाहिए इसके लिए मैं क्या करूंगी मैं पहले आपको एल्गोरिथम दिखाती हूँ और फिर इसे एक ऑप एम्प सर्किट पर अप्लाई करती हु वास्तव में अभी तक हम केवल एक ऑप एम्प सर्किट को जानते है तो मैं उस पर अप्लाई करूंगी तो आइए हम ऑप एम्प लेते है और टर्मिनल्स को प्लस और माइनस के बजाय A और B से लेबल करते है और मान लें कि सर्किट में कई इनपुट की संख्या है मैं यहां दो इनपुट दिखाऊंगी इनपुट कितनी भी संख्या में हो सकते है और यह किसी सर्किट में अंतर्निहित है यह वह ऑप एम्प है जिसके लिए हम साइन खोजने की कोशिश कर रहे है ताकि यह नेगेटिव फीडबैक में हो और निश्चित रूप से हम मान लेंगे कि इसका बाकी हिस्सा एक लीनियर सर्किट है तो यह ऑप एम्प का आउटपुट है और यह ऑप एम्प का डिफरेंस वोल्टेज VAB है तो अब फीडबैक का मतलब यह है कि ऑप एम्प आउटपुट का कितना अंश इनपुट में आता है और यही हमें निर्धारित करना है तो ऐसा करने के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगी मैं ऑप एम्प को हटा दूंगी तो यह टर्मिनल A था यह टर्मिनल B है जैसा कि मैंने कहा था कि हमें यह पता लगाना होगा कि यहां एप्लाइड वोल्टेज का कितना अंश इसके इनपुट पर वापस आता है और जहां ऑप एम्प आउटपुट था वहा मै Vtest अप्लाईकरूंगी तो यह मेरी पहली स्टेप है इसलिए यदि आप मूल सर्किट को देखते है तो ऑप एम्प आउटपुट यहाँ है अब मैंने ऑप एम्प को हटा दिया है और जहाँ भी ऑप एम्प आउटपुट था अब मैं इसे कुछ टेस्ट वोल्टेज Vtest के साथ चलाती हूँ अब यह VAB क्या होगा यह VAB सर्किट के सभी सोर्सेस का सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अब इस आकार के बॉक्स द्वारा दिखाया गया सर्किट लीनियर सर्किट है तो अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस बाहर दिखाए गए है मैंने दो सोर्सेस दिखाए है लेकिन आप इसे किसी भी संख्या में सामान्यीकृत कर सकते है तो यह VAB कुछ α×Vtest प्लस कुछ β×V1 प्लस कुछ γ×I2 होगा और यदि आपके पास अधिक सोर्सेस है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जारी रहेगा अब जहां तक ऑप एम्प के नेगेटिव फीडबैक में होने का संबंध है हमें केवल इस विशेष संख्या α को देखना होगा यानी ऑप एम्प का कितना अंश उसके इनपुट पर वापस आता है फीडबैक से यही तात्पर्य है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि V1 का कौन सा भाग VAB पर दिखाई देता है और I2 का कौन सा भाग VAB पर दिखाई देता है यह केवल इस बात से संबंधित है कि ऑप एम्प आउटपुट का कौन सा हिस्सा उसके इनपुट पर वापस आता है तो α ऑप एम्प के आउटपुट और ऑप एम्प के इनपुट के बीच प्रोपोरशनलिटी कॉन्स्टन्ट है और यही हमारी एकमात्र चिंता है हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अब क्योंकि हमें इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सर्किट लीनियर है जिसका अर्थ है कि सुपरपोज़िशन लागु कर सकते है यह α V1 और I2 के मानों से प्रभावित नहीं होता है तो उदाहरण के लिए इस पूरी चीज़ का विश्लेषण करने का एक तरीका यह होगा मैं पहले V1 और I2 को 0 पर सेट करती हूं Vtest का प्रभाव देखती हूं फिर Vtest और I2 को 0 पर सेट करती हूं और V1 का प्रभाव देखती हूं और अंत में Vtest और V1 को 0 पर सेट करती हूं और I2 का प्रभाव देखती हूं अब मुझे V1 और I2 के योगदान में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए मैं V1 और I2 को 0 पर भी सेट कर सकती हूं इसलिए मैं निश्चित रूप से Vtest को छोड़कर सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को 0 पर सेट कर सकती हूं क्योंकि मुझे इस पूरे फ़ंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे केवल इस मान α में दिलचस्पी है तो मैं इस मामले में क्या करूँ मेरे पास V1 है और मैंने V1 0 सेट किया है जिसका अर्थ है मैं इसे शॉर्ट सर्किट से बदल देती हूं मैंने I2 0 सेट किया है जिसका अर्थ है मैं इसे एक ओपन सर्किट से बदल देती हूं तो ऐसा करने के बाद जाहिर है यह VAB α × Vtest होगा क्योंकि V1 0 है I2 0 है और अगर मेरे पास अधिक इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो मैं उन्हें भी 0 पर सेट कर दूंगी इसलिए मुझे केवल एक सोर्स Vtest के साथ लीनियर सर्किट का विश्लेषण करना है और आमतौर पर यह काफी आसान है अब मुझे केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है या ऑप एम्प को साइन निर्दिष्ट करने के लिए α के साइन को देखना होगा मैंने वोल्टेज सोर्स V1 को शॉर्ट सर्किट के साथ बदल दिया है करंट सोर्स I2 को एक ओपन सर्किट के साथ बदल दिया है मैं सर्किट का विश्लेषण करती हूं जिसमें Vtest उत्तेजित है और मुझे लगता है कि VAB α × Vtest है अब ऑप एम्प के आसपास नेगेटिव फीडबैक के लिए मुझे जो करने की आवश्यकता है वह निम्नलिखित है अगर α 0 से अधिक है तो मुझे नेगेटिव टर्मिनल को A और पॉजिटिव टर्मिनल को B असाइन करना चाहिए उस स्थिति में मैं कहती हूं कि A नेगेटिव टर्मिनल है और B पॉजिटिव टर्मिनल है और यह VAB है अब VAB कुछ पॉजिटिव नंबर × Vtest है जिस तरह से हमने ऑप एम्प के संकेत दिए है मै मान लेती हु कि α 0 से बड़ा है ऑप एम्प का डिफरेंस इनपुट वोल्टेज Vd है तोVd VAB है जो α × Vtest है क्योंकि α पॉजिटिव है मुझे Vtest के कुछ नेगेटिव मल्टीपल मिलते है इसका मतलब है कि जो भी ऑप एम्प आउटपुट है वह कुछ नेगेटिवनंबर से गुणा हो जाएगा और ऑप एम्प के इनपुट पर लागू हो जाएगा और यही नेगेटिव फीडबैक का अर्थ है तो ऑप एम्प का इनपुट डिफरेंस वोल्टेज Vd कुछ नेगेटिव नंबर × ऑप एम्प का आउटपुट होना चाहिए यही कारण है कि ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है यदि यह कुछ पॉजिटिव नंबर × ऑप एम्प का आउटपुट है तो यह पॉजिटिव फीडबैक में होगा इसलिए मुझे आशा है कि उदाहरण देने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा अब इसी तरह यदि α 0 से छोटा है तो मुझे A को पॉजिटिव टर्मिनल और B को नेगेटिव टर्मिनल पर असाइन करना होगा मेरा अंतिम लक्ष्य ऑप एम्प के इनपुट डिफरेंस वोल्टेज Vd को ऑप एम्प के आउटपुट वोल्टेज के कुछ नेगेटिव मल्टीपल होना है अब यह वोल्टेज Vtest ऑप एम्प के आउटपुट वोल्टेज के लिए एक प्रॉक्सिक है तो संक्षेप में नेगेटिव फीडबैक के लिए ऑप एम्प के साइन्स को निर्धारित करने के लिए ये स्टेप्स है आप ऑप एम्प को हटाते है और इसके आउटपुट को एक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत Vtest द्वारा चलाते है और Vtest के अलावा सभी स्वतंत्र स्रोतों को शून्य करते हैफिर ऑप एम्प के इनपुट वोल्टेज VAB को निर्धारित करें और यह VAB α Vtest के रूप में होगा यह Vtest के समानुपाती होगा यदि α 0 से बड़ा है तो A ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल है B ऑप एम्पका पॉजिटिव टर्मिनल है इसके बजाय यदि α 0 से छोटा हैतो A ऑप एम्प का पॉजिटिव टर्मिनल है और B ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल है अब आप पूछ सकते है कि क्या होता है यदि α 0 होता है यदि α 0 होता है इसका मतलब है कि ऑप एम्प के आसपास कोई फीडबैक नहीं है याद रखें कि α क्या है ऑप एम्प का इनपुट वोल्टेज α × Vtest है और Vtest ऑप एम्प के आउटपुट वोल्टेज के लिए एक प्रॉक्सिक है यदि α 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ऑप एम्प के आउटपुट का कोई भी हिस्सा इसके इनपुट पर वापस नहीं आ रहा है और इसका मतलब है कि ऑप एम्प फीडबैक में बिल्कुल नहीं है ऐसे सर्किट का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार आप नेगेटिव फीडबैक के लिए ऑप एम्प के साइन्स का निर्धारण करते है